सभी को नमस्कार इस कक्षा में हम सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का एनालिसिस कैसे करते हैं उसपर चर्चा करेंगे इस पर यह पहली चर्चा है इसलिए हम इस विषय को आसानी से पेश करेंगे हम बहुत काम्प्लेक्स Complex जटिल सर्किट नहीं लेंगे भविष्य की कक्षाओं में हम अधिक काम्प्लेक्स पर चर्चा करेंगे तो हमने पिछली कक्षा में फ्लिप फ्लॉप के विभिन्न रिप्रजेंटेशन देखे थे और हम उन रिप्रजेंटेशन में से कुछ का उपयोग एनालिसिस में करेंगे तो हम एक उदाहरण के साथ शुरू करते हैं और इस उदाहरण को सुलझाने के माध्यम से हम संबंधित तकनीक को सीखेंगे इसलिए हमने जो उदाहरण लिया है आप देख सकते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप सबसे अच्छा उदाहरण है तो यह एसआर फ्लिप फ्लॉप है यह एक और एसआर फ्लिप फ्लॉप है इसलिए आपने इसे ए और बी नाम दिया है इसलिए Q और Q बार के स्थान पर इनपुट को SA RA के रूप में दिखाया गया है जिसे हम A और A बार लिख रहे हैं तो हम समझते हैं कि यह फ्लिप फ्लॉप ए से जुड़ा हुआ है और इसी तरह यह फ्लिप फ्लॉप बी के लिए और जो आप देखते हैं कि सर्किट को अन्य लॉजिक गेट मिल गए हैं यह वही है जो आपको एक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में देखने की उम्मीद है इसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट एलिमेंट होगा जिसे कॉम्बिनेशनल सर्किट एलीमेंट्स कहा जाता है जो बेसिक गेट्स होता है जिसमें मेमोरी नहीं होती है और हमारे पास फ्लिप फ्लॉप के रूप में ये मेमोरी एलीमेंट्स भी होंगे और बाद में हम फ्लिप फ्लॉप का संयोजन देखेंगे जिसके द्वारा आप जानते हैं कि रजिस्टरस जो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट और अन्य चीजों का हिस्सा होगा तो अन्य बिल्डिंग ब्लॉक्स पर हम बाद में चर्चा करेंगे तो कुछ कनेक्शन है तो आपको एनालिसिस स्टेप्स से गुजरना होगा और यह पता लगाना होगा कि पूर्ण सर्किट क्या करता है और इसे करने में क्योंकि यह एनालिसिस है हम उस ट्रुथ टेबल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का उपयोग करेंगे हम इसके एनालिसिस में एक्साइटेशन टेबल या स्टेट ट्रांजीशन डायग्राम नहीं देख रहे हैं तो यह सिंथेसिस में उपयोगी होगा जिसे हम बाद में देखेंगे इसके अलावा यहां हम देखते हैं कि निश्चित रूप से यह एक क्लॉकेड फ्लिप फ्लॉप है हम क्लॉक साइकिल टाइम पर विचार करते हैं क्लॉक साइकिल टाइम यह तरीका है क्लॉक साइकिल के ट्रिग्गरिंग का तो इस क्लॉक साइकिल का समय बहुत ज्यादा है इस बेसिक गेट के प्रोपगेशन डिले से बहुत ज्यादा है यह प्रोपगेशन डिले नैनोसेकंड या 10 नैनोसेकंड के क्रम का है और इस फ्लिप फ्लॉप के पाठ्यक्रम में ये फ्रेक्वेंसीस किलोहर्ट्ज़ हर्ट्ज़ या मेगाहर्ट्ज़ में हो सकती हैं यहां तक कि उन सभी मामलों में यह प्रोपगेशन डिले जो भी हो टाइम पीरियड से इसकी तुलना नहीं की जा सकती इसलिए यदि डिले तुलनीय है तो क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे अभी सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के एनालिसिस पर हमारी पहली चर्चा में हम एक ऐसे परिदृश्य पर विचार कर रहे हैं जहां बेसिक गेट्स का यह प्रोपगेशन डिले काफी कम है और इसी तरह बेसिक गेट्स के अंदर का सर्किट जो इसमें शामिल है इस फ्लिप फ्लॉप के निर्माण में होता है इसलिए उनसे सम्बंधित डिले और फ्लिप फ्लॉप की डिले भी कम है तो हम इस पर विचार करते हैं तो पहले हम वर्तमान स्थिति के संदर्भ में फ्लिप फ्लॉप के विभिन्न इनपुटों का रिप्रजेंटेशन देखते हैं और इस सर्किट में कोई बाहरी इनपुट नहीं है तो यदि बाहरी इनपुट होता तो हम उस बाहरी इनपुट का भी उपयोग करते हुए रिप्रजेंटेशन करेंगे इसलिए हम कुछ समय बाद ऐसे उदाहरण लेंगे जहां बाहरी इनपुट है और हम इसे आउटपुट के लिए भी करेंगे यह अंतिम आउटपुट जो यहाँ उत्पन्न हो रहा है तो हम देखते हैं कि SA इनपुट के लिए क्या हो रहा है तो यदि आप SA इनपुट को देखते हैं तो यह कुछ भी नहीं है बल्कि यहां जो भी आप देख रहे हैं A है तो यह कि वर्तमान स्थिति A का फीडबैक लिया है और एसए के रूप में प्रस्तुत किया गया है आप इसका पता लगा सकते हैं तो यह एनालिसिस हिस्सा है आपको सर्किट डायग्राम को देखना होगा और उसी से आप इसका पता लगा सकते हैं तो एस ए एन बार है आरए के बारे में क्या तो यह वही है जो हमें देखना है सभी इनपुट का लॉजिकल कनेक्शन या लॉजिकल रिलेशन तो आरए आप देख सकते हैं यहां से आ रहा है तो यह वह रास्ता है जो वह ले रहा है तो आरए एन है अब आपको एसबी को देखना है तो यह एसबी है हम जो देखते हैं वह एक एंड गेट से आ रहा है तो यह एंड गेट है एक इनपुट A है और दूसरा इनपुट B बार है इसलिए यह An और Bn बार है तो वह एसबी है और आरबी क्या है आरबी आप देख सकते हैं कि यह एन है और यह यहाँ पर आ रहा है वह बीएन है इसलिए तो एन और बीएन और आप यह भी देख सकते हैं कि फाइनल आउटपुट X Bn और An है तो फाइनल आउटपुट यहाँ से भी लिया जा सकता था अगर ऐसा संभव हो तो अन्यथा ऐसा है तो यह कुछ और चलाता है और यह निर्भर करता है लेकिन इस उदाहरण के लिए दोनों का लॉजिकल रिलेशन समान है आवश्यकता के आधार पर कुछ अन्य उदाहरण के लिए यह अलग हो सकता है यह An Bn बार या An बार Bn बार हो सकता है या ऐसा कुछ भी हो सकता है अब हम समझ गए हैं कि SA RA SB RB और X क्या हैं वे लॉजिकली कैसे जुड़े हैं तो यह पहला स्टेप है जो हम एनालिसिस Analysis में करते हैं इसके बाद हम कुछ ऐसा करते हैं जो अब शुरू में मुश्किल दिखता है लेकिन एक बार जब हम इस प्रक्रिया से गुजरेंगे तो हम देखेंगे कि यह समझना मुश्किल नहीं है कि यहां क्या हो रहा है तो इसे स्टेट एनालिसिस टेबल या स्टेट टेबल कहा जाता है तो इस में हम एक इनिशियल स्टेट के साथ शुरू करते हैं हम सर्किट का एनालिसिस कर रहे हैं इसलिए इनिशियल स्टेट को 0 0 मान सकते हैं यदि अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया है तो इसका मतलब है कि फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट वैल्यू 0 और 0 है अन्यथा यह उल्लेख किया जाएगा कि इसकी इनिशियल स्टेट क्या है और हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह 0 0 है तो फ्लिप फ्लॉप आमतौर पर एक असिंक्रोनस क्लियर होगा क्लियर इनपुट कुछ फ्लिप फ्लॉप में प्रीसेट इनपुट भी हो सकता है लेकिन क्लियर उपलब्ध है अन्यथा भी आप इसे ड्राइव कर सकते हैं मेरा मतलब है कि अगर यह संभव है तो सिंक्रोनस क्लियर या प्रीसेट करके भी आप किसी विशेष इनिशियल स्टेट में आ सकते हैं तो यह काफी स्वीकार्य है यह मानने के लिए उचित है कि इनिशियल स्टेट 0 0 है यदि यह अन्यथा नहीं बताया गया है तो इसका मतलब है कि हम क्लॉक 0 रखते हैं और फिर इस सर्किट में क्लॉक को शुरू करने के साथ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाएंगे और संबंधित आउटपुट उत्पन्न होगा और यही हमें जांचना होगा तो यह वर्तमान स्थिति है यह एसबी आरबी है इनपुट एसए आरए इनपुट यह है ये अगला नेक्स्ट स्टेट है और यह आउटपुट है तो यह है स्टेट टेबल जो समझ में आता है तो यदि वर्तमान स्थिति 0 0 है और हम एसबी आरबी और एसए आरए के लिए इक्वेशन देख चुके हैं तो वर्तमान इनपुट क्या है तो अगर यह 0 0 है दोनों 0 0 हैं तो एसबी के लिए आप एन 0 देख सकते हैं 0 तो यह 0 है क्योंकि यह AND लॉजिक है और यहां भी An है तो दोनों 0 है यदि वे दोनों फ्लिप फ्लॉप B के लिए 0 हैं तो क्या होगा फ्लिप फ्लॉप B का अगला स्टेट क्या होगा तो 0 0 का मतलब है कि पिछली वैल्यू को बरकरार रखा जाएगा इसलिए Bn 0 है तो यह वही है जो आप देखेंगे और यदि आप SA और RA को देखते हैं यह एन का उल्टा एन बार An' है तो एन 0 है इसलिए एसए 1 बन जाता है और आरए स्वयं एन बन जाता है तो यह 0 है तो 1 0 है इसलिए यह सेट हो जाएगा तो यह 0 1 है पहली पंक्ति केवल पहली पंक्ति तो पहले क्लॉक ट्रिगर आता है इसलिए मूल रूप से Bn प्लस 1 Bn1 का मतलब है की क्लॉक ट्रिगर हो गया है तो वैल्यू 0 और 1 हो जाएगी फ्लिप फ्लॉप 0 0 से 0 1 हो जाएंगे इसलिए तो यह 0 0 से 0 1 हो जाता है तो अगले क्लॉक साइकिल पर इनपुट उसी हिसाब से बदल जाएगा क्योंकि इन सभी चीजों का इनपुट और यहां तक कि आउटपुट भी एन और बीएन का एक फ़ंक्शन है और यदि एक बाहरी इनपुट होता तो उसका भी फ़ंक्शन होता तो यहां हम केवल इन स्टेट्स पर विचार कर रहे हैं तो इसके लिए हमें स्टेट टेबल की दूसरी पंक्ति में आना होगा तो पहले क्लॉक साइकिल के बाद पहली क्लॉक ट्रिगर हुई है इसलिए हम 0 1 पर आ गए हैं और यह 0 1 वर्तमान स्थिति बन जाती है जिसके माध्यम से एनालिसिस प्रक्रिया जारी रहेगी जिसके साथ एनालिसिस प्रक्रिया जारी रहेगी तो अगर यह 0 1 है अब फिर से हम देखेंगे हम देखेंगे कि इस एसबी आरबी का क्या हो रहा है Bn और An 0 1 के लिए SB एन बीएन बार An Bn' है ओर अब An 1 है और Bn 0 है तो Bn बार Bn' 1 है तो 1 और 1 एंडड 1 है और RB का क्या होगा RB एन बीएन है तो Bn 0 है इसलिए 1 और 0 तो यह आपको 1 दे रहा है और यह आपको 0 दे रहा है तो यह 0 है तो 1 0 का मतलब है Bn प्लस 1 Bn1 1 हो जाएगा SA RA का क्या होगा अब हम SA RA को देखते हैं यह हिस्सा हमने देखा है तो SA RA An बार An' और An है और An अब 1 है तो एसए 0 बन जाता है क्योंकि यह 1 है और यह 1 है क्योंकि यह An है तो 0 1 का अर्थ है कि यह 0 हो जाएगा इसलिए तो नेक्स्ट स्टेट जब क्लॉक ट्रिगर आती है तो दूसरी क्लॉक ट्रिगर के बाद 1 0 हो जाती है तो यह 1 0 वर्तमान स्थिति है और फिर यह 1 0 अगर आप एसबी आरबी को देखते हैं तो यह एन 1 है और बीएन 0 है तो आप देखेंगे कि एएन है और यह इसे 0 बना रहा है और बीएन 0 है इसलिए यह 0 0 है तो 0 0 का मतलब है कि पिछली वैल्यू को बरकरार रखा जाएगा तो यह 1 है और SA RA का क्या हो रहा है क्योंकि यह 0 बन गया था An 0 था इसलिए SA 1 हो गया क्योंकि यह इनवर्टेड है और यह 0 है इसलिए 1 0 का अर्थ है कि यह 1 हो जाता है इसलिए वर्तमान स्थिति नेक्स्ट स्टेट 1 1 हो जाता है और इनपुट पर 1 1 के साथ तो हम फिर से देखेंगे कि क्या आप इस इक्वेशन का अनुसरण करते हैं जैसा कि इनपुट पर 1 1 है An 1 है और Bn 1 है तो Bn 1 है इसका अर्थ है यह 0 है तो 1 के साथ 0 एंड हो रहा है इसलिए यह 0 है और यह 1 के साथ 1 एंड हो रहा है इसलिए यह 1 है तो यह 0 1 है तो यह इसे 0 बनाता है एन प्लस 1 An1 आपका एसबी आरबी तो वह SA RA तो SA RA क्या यह केवल इसका उलटा है An SA है और SA 0 और यह 1 है इसलिए यह 0 होता है तो यह है कि नेक्स्ट स्टेट 0 0 हो जाता है इसलिए जब यह 0 0 होता है तो आप यहाँ आते हैं इस पहली पंक्ति पर तो यहाँ एक ही बात आएगी और यह दोहराता रहेगा और प्रत्येक मामले में यदि आप आउटपुट को देखते हैं आउटपुट एन बीएन है तो जब भी वर्तमान वैल्यू 1 1 होती है उस समय आउटपुट 1 होगा बाकी मामलों के लिए यह 0 है तो इस तरह से स्टेट टेबल विकसित होगा तो आप एनालिसिस का परिणाम कैसे रिप्रजेंट करेंगे तो आप सचित्र रूप से स्टेट ट्रांजीशन डायग्राम के माध्यम से रिप्रजेंटेशन कर सकते हैं इसलिए स्टेट ट्रांजीशन डायग्राम में जो हम यहां दिखा रहे हैं वह यह है कि यह वर्तमान स्थिति है और यह आउटपुट है जो मिला है तो वर्तमान स्थिति 0 0 है और उस समय उत्पन्न आउटपुट 0 है जो कि हमने टेबल में देखा है तो नेक्स्ट स्टेट 0 1 है इसका मतलब है जब क्लॉक ट्रिगर आती है और यह 0 है उसके बाद 1 0 फिर 0 और यह 1 1 और उस समय आउटपुट 1 है अगली क्लॉक पर यह फिर से वापस 0 0 पर जाती है और यह इन चार 4 स्टेट्स में घूमता रहता है तो यह एक तरीका है जिससे एनालिसिस के बाद हम देख सकते हैं कि उस सर्किट में क्या हो रहा है दूसरा एक टेक्स्ट विवरण है जहां हम कहते हैं कि सर्किट हर चौथी क्लॉक साइकिल में एक आउटपुट उत्पन्न करता है आप इसे देख सकते हैं की यह स्टेट तक पहुँच जाता है बी ए 1 1 के बराबर है क्योंकि यह इन फ्लिप फ्लॉप को देखने का तरीका है और इन स्टेट ट्रांजीशन 0 0 0 1 1 0 1 1 को दोहराता है इस प्रकार यह जारी रहता है तो एनालिसिस एनालिसिस के लिए एक सर्किट दिया जाता है आप एनालिसिस करते हैं और आप इसके बारे में एक सचित्र विवरण के लिए एक स्टेट ट्रांजीशन डायग्राम बनाते हैं या अंग्रेजी विवरण कई वाक्य लिख कर समझाया जाता है की सर्किट क्या करता है वह एनालिसिस का परिणाम है अब फ्लिप फ्लॉप के रिप्रजेंटेशन में हमने कहा कि टाइमिंग डायग्राम बहुत उपयोगी है लेकिन हमने चर्चा नहीं की थी अब यहाँ हम देख सकते हैं कि टाइमिंग डायग्राम कैसे काम में आता है तो जिसके लिए हम मानते हैं कि यह क्लॉक है और यह क्लॉक के नेगेटिव एज पर ट्रिगर हो रही है इसलिए जब भी एक नेगेटिव एज आती है तो सर्किट ट्रिगर हो सकता है मेरा मतलब है कि फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर हो सकता है तो हम इनिशियल स्टेट B और A 0 0 से शुरू करते हैं हमने जो माना है तो जब इस समय तक B और A 0 0 हैं तो SB और RB की वैल्यू क्या हैं एसबी बी ए था ए प्राइम A' बी था इसलिए यह 0 है यह एबी था इसलिए यह 0 है और SA A बार A' है तो यह उस समय 1 था और आरए 0 है तो यह वही है जो हम पिछले सर्किट से देख सकते हैं यहाँ यह An Bn प्राइम है यह SB है A B प्राइम तो यहाँ एक गलती है कृपया इसे देखें तो यहाँ पर क्या होता है जब क्लॉक ट्रिगर आता है जब क्लॉक ट्रिगर यहाँ पर आता है तो प्रस्तुत की गयी वैल्यू के आधार पर यह 0 और 0 है तो पिछली वैल्यू बी के लिए 0 थी तो एसबी आरबी 0 0 है SB RB 0 0 है इसलिए यह 0 बनी रहेगी तो इसे यहाँ पर ट्रिगर मिलता है इससे पहले यह नहीं बदलना चाहिए जो हमने क्लॉक सर्किट एज ट्रिगर सर्किट या गेटेड सर्किट की चर्चा में देखा था इसलिए भले ही इनपुट बदल जाता है जब तक कि क्लॉक ट्रिगर नहीं आती है यह बदलने वाला नहीं है तो यह निरंतर 0 बना रहता है यह कब तक जारी रहेगा तब तक जब अगली एज क्लॉक एज आती है उस समय यह आपको पता है यह परिवर्तन कर सकता है एक्साइटेशन के आधार पर A 1 और 0 है तो जब क्लॉक ट्रिगर आती है A 0 से 1 हो जाता है अब यहाँ जो मैं बता रहा था कि हम डिले दिखा सकते हैं जो अन्य रिप्रजेंटेशन में नहीं दिखा सकते हैं अगर यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप में डिले की तुलना की जाती है तो इसकी तुलना में आप इस क्लॉक की पीरियड को यहाँ से यहाँ तक यह एक क्लॉक पीरियड है यहाँ से यहाँ तक यह एक क्लॉक पीरियड है तो हम डिले दिखा सकते हैं यहाँ A बदल रहा है हम इसे इस तरह दिखा सकते हैं यह प्रोपोरशनेट डिले Proportionate Delay आनुपातिक विलंब है यह 1 हो गया है लेकिन कुछ समय बाद और अगर डिले क्युमुलेटिव है या यह डिले कुछ ऐसी चीज है जिसके द्वारा सर्किट में खराबी हो सकती है या कुछ अवांछनीय परिणाम दे सकता है तो यह टाइमिंग डायग्राम आधारित रिप्रजेंटेशन के माध्यम से बेहतर प्रकट होता है लेकिन दुसरे रिप्रजेंटेशन द्वारा नहीं यह टाइमिंग डायग्राम आधारित रिप्रजेंटेशन की उपयोगिता है और हम भविष्य में ऐसे मामलों को देखेंगे जब हम अन्य सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का अध्ययन करेंगे तो वापस आते हैं तो बी 0 0 जारी रहता है और A 0 से 1 हो जाता है और यह 0 रहेगा जब तक कि अगली क्लॉक की एज नहीं आ जाती जब तक कि अगली क्लॉक एज नहीं आती यह नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है तो जब यह 0 और 1 पर है तो अब इनपुट पर क्या होता है तो फिर से यह ए बी बार AB' है तो यह एसबी बन जाता है ए बी बार AB' तो यह 1 हो जाता है आरबी ए बी है इसलिए यह 0 है SA ए बार A' है इसलिए यह A 1 है इसलिए यह 0 हो जाता है और RA 1 है क्योंकि यह A 1 है अब तो यह क्लॉक के साथ चल रहा है क्लॉक के साथ सिंक्रोनस है और इसके बाद 1 हो जाता है जिससे एसबी आरबी एसए और आरए में परिवर्तन होता है तो कम प्रोपगेशन डिले होगा लेकिन फिर से यह क्लॉक की पीरियड की तुलना में नगण्य है क्लॉक की पीरियड की तुलना में नगण्य है क्योंकि यह लॉजिक ऑपरेशन जैसा कि मैंने कहा तो हम दिखा सकते हैं कि एसबी इसके बाद बदल रहा है इस तरह से फिर यह आगे थोड़ा डिले करेगा और इसे उस तरीके से दिखाया जाएगा अन्यथा हम उस हिस्से की उपेक्षा कर रहे हैं तो 0 1 तो यह 1 है यह 0 है यह 0 और 1 है अब क्लॉक ट्रिगर नेगेटिव एज आती है तो उस समय फिर से सर्किट बदल सकता है फिर से मुझे हर बार ठीक करने दो तो यह ठीक है तो फिर क्या होता है SB 1 0 है तो B 1 बनता है ओर और S A 1 0 है तो एसए 0 1 एसए आरए तो यह 0 हो जाता है तो 0 0 से यह 0 1 हो जाता है फिर 1 0 और फिर आप देख सकते हैं कि यह 1 1 पर चला जाता है और फिर से 0 0 फिर से दोहराता है तो यह वह तरीका है जिस टाइमिंग डायग्राम का उपयोग यह दिखाने के लिए किया जा सकता है कि सर्किट कैसे चलता है मेरा मतलब एनालिसिस प्रक्रिया के माध्यम से है और हर बार जब आप आउटपुट को यहां पर वर्तमान इनपुट के आधार पर दिखा सकते हैं और जब दोनों इनपुट 1 1 होते हैं तो आप यह दिखा सकते हैं कि आउटपुट में अनुकूल देरी होने पर एक छोटे से प्रोपगेशन डिले के ठीक बाद आउटपुट 1 1 आ रहा है इसलिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का भी सीधे उपयोग कर सकते हैं क्योंकि हम पहले से ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से परिचित हैं एनालिसिस का परिणाम प्राप्त करने के लिए तो हमने देखा है कि एसए और आरए यह कैसे रिप्रजेंट होता है और हम SR फ्लिप फ्लॉप के फ्लिप फ्लॉप इक्वेशन को जानते हैं तो An प्लस 1 An1 हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं एसए प्लस आरए प्राइम एन SARA' An और जब हम एसए की वैल्यू यहाँ पर डालते हैं और वहां से आरए की वैल्यू और हम सिम्पलीफाई करते हैं तो हम देखते हैं कि एन प्लस 1 An1 An बार है एन प्राइम An' और यह हमने वास्तव में पिछले मामलों में टाइमिंग डायग्राम में भी देखा है कि यह सिर्फ आउटपुट को टॉगल कर रहा है एक फ्लिप फ्लॉप बस प्रत्येक क्लॉक साइकिल में टॉगल हो रहा है और यह हम इक्वेशन से भी देख सकते हैं SA An' RA An An1 SARA'An Substituting An1 An' An'An An' इसी तरह एसबी और आरबी हमने देखा है और हमें फ्लिप फ्लॉप इक्वेशन मिला है अब Qn plus 1 Qn1 के बजाय हम Bn plus 1 Bn1 लिख रहे हैं Qn को हम Bn लिख रहे हैं और अगर हम सबस्टीट्यूट Substitute स्थानापन्न करते हैं और आप जानते हैं तो इसे मिनीमाइज करके कॉम्पैक्ट रूप में लिखते हैं तो हम देखते हैं An XOR Bn SB AnBn' RB AnBn Bn1 SB RB'Bn Substituting Bn1 AnBn' AnBn'Bn AnBn' An' Bn'Bn AnBn' An'Bn Bn'Bn AnBn' An'Bn An Bn हमारे पास ये स्टेट टेबल है इसलिए हम कर सकते हैं जहां यह वर्तमान स्थिति है फिर से रीसेट कर दिया गया है यदि यह दिया नहीं है तो आप इस वर्तमान स्थिति के साथ शुरू कर सकते हैं और फिर हम इस इक्वेशन को देख सकते हैं इसलिए Bn plus 1 Bn1 An XOR Bn है An XOR Bn 0 है इसलिए यह 0 है और An Plus 1 An1क्या है यह इसके ठीक उलट है तो यह 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 1 बन जाता है तो 0 1 यह XOR यह 1 AND An प्राइम An' हो जाता है इसलिए यह इसके ठीक विपरीत बन जाएगा जो हम पहले से ही जानते हैं हमने इस इक्वेशन से देखा है तो यह 1 0 वर्तमान स्थिति बन जाती है 1 और An XOR है यह बस कॉम्प्लीमेंट हो जाता है इसलिए यह 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 1 बन जाता है तो 1 XOR 1 0 है और फिर 1 टॉगल हो कर 0 बन जाता है तो नेक्स्ट स्टेट 0 0 हो जाती है तो फिर से 0 0 यह साइकिल दोहराती रहती है तो यह 0 1 है और यह इस तरह से जारी है और जब यह वर्तमान स्थिति 1 1 है तो हम देख सकते हैं कि आउटपुट An Bn है जो 1 है X AnBn अंत में हम फिर से एक सरल उदाहरण से इस सर्किट जहां एक एक्सटर्नल External बाहरी इनपुट मौजूद है उसका एनालिसिस देखते हैं तो यहाँ एक डी फ्लिप फ्लॉप क्लॉक और फिर एक एक्सटर्नल इनपुट है और एक आउटपुट है जो इस तरीके से उत्पन्न हो रहा है तो पहला कदम क्या है इनपुट पर इक्वेशन प्राप्त करना फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के लिए केवल एक फ्लिप फ्लॉप का उपयोग किया गया है तो D XOR - X XOR Qn है जिसे हम देख सकते हैं यह Qn फीडबैक लाया गया है XOR Qn है और Y क्या है आउटपुट एक्स AND क्यूएन प्राइम Qn' D An Bn Y XQn' अब अगर हम इस स्टेट टेबल मेथड का उपयोग करते हैं तो हम किसी अन्य मेथड Method विधि का भी उपयोग कर सकते हैं तो स्टेट टेबल मेथड में हम वर्तमान स्थिति को 0 मान लेते हैं यदि अन्यथा नहीं दिया गया है तो और अब इनपुट 0 या 1 हो सकता है क्योंकि यह बाहर से आ रहा है हम निश्चित रूप से नहीं जानते हैं तो यदि इनपुट 0 है तो 0 XOR 0 0 है जो कि D फ्लिप फ्लॉप बना देगा जो भी इनपुट है वो आउटपुट के रूप में आएगा तो यह इसे 0 बनाता है लेकिन अगर इनपुट 1 था 0 XOR 1 1 है अगली वैल्यू 1 होती और उस समय क्योंकि एक्स क्यूएन बार XQn'अंतिम आउटपुट है इसलिए यह एक्स 1 है और क्यूएन बार Qn' 1 है इसलिए आउटपुट 1 है अब अगर स्टेट 1 है और आपको 0 मिलता है तो 1 XOR 0 1 है जो फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर है और फिर आउटपुट 1 हो जाएगा और 0 के बजाय यदि आप 1 प्राप्त करते हैं तो 1 XOR 1 0 है आउटपुट 0 होगा तो यह सर्किट ऐसे काम करता है तो यह सर्किट वर्तमान स्थिति से हर बार नेक्स्ट स्टेट में जाने के लिए इनपुट पर निर्भर करता है और इनपुट के आधार पर वर्तमान स्थिति यह नेक्स्ट स्टेट पर जाती है और आउटपुट उत्पन्न करती है इसलिए हम एनालिसिस के रिजल्ट के रूप में एक स्टेट डायग्राम रिप्रजेंटेशन देख रहे हैं जहां स्टेट केवल एक स्टेट है तो 0 और आउटपुट इनपुट के आधार पर उत्पन्न होता है सीधे इनपुट से तो इसके लिए हम आउटपुट स्टेट के अंदर नहीं दिखा रहे हैं इससे पहले आउटपुट केवल स्टेट पर निर्भर था तो हमने इसे स्टेट के अंदर दिखाया यहां इनपुट के लिए जब यह 0 है और अब यह वर्तमान स्टेट 0 है और वर्तमान इनपुट 1 है अगली नेगेटिव एज में अगली क्लॉक के ट्रिगर में स्टेट परिवर्तन होगा लेकिन जब ऐसा हो रहा है तो आउटपुट इसी साइकिल क्लॉक साइकिल में ही उत्पन्न हो रहा है तो वह इनपुट के साथ स्टेट डायग्राम में दिखाया गया है तो यह इनपुट है और यह आउटपुट है यह कन्वेंशन है और इस तरह के रिप्रजेंटेशन और मॉडलिंग के बारे में हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे तो 0 प्रेजेंट स्टेट है 0 वर्तमान स्थिति है इनपुट 0 है यह 0 पर रहेगा अगली वैल्यू 0 होगी आउटपुट 0 है 1 आउटपुट 1 है 1 पर जाता है और फिर अगर यह 0 है तो जब यह 1 पर होता है तो यह 1 पर रहता है आउटपुट 0 है और जब यह 1 पर होता है तो यह 0 पर जाता है और आउटपुट 0 होता है तो यहाँ आप देख सकते हैं अगर आप इस स्टेट डायग्राम को देखते हैं इस विशेष सर्किट को यदि आप इस आउटपुट Y को अनदेखा करते हैं तो बाकी चीज़ जो इस बॉक्स में है वह कुछ और नहीं आपका टी फ्लिप फ्लॉप है तो हमने टी फ्लिप फ्लॉप में स्टेट ट्रांजीशन डायग्राम देखा था तो यह हिस्सा नहीं था यह हिस्सा नहीं था बाकी सब चीजें समान हैं तो हम सर्किट का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि यह सर्किट कैसा काम करेगा और यह संबंधित विवरण है कि इनपुट 1 होने पर यह टॉगल करेगा और अन्यथा पिछली स्थिति को बनाए रखता है और आउटपुट Y है आउटपुट 1 है जब स्टेट 0 में इनपुट 1 प्राप्त होता है अन्यथा आउटपुट 0 है इसलिए यह एनालिसिस का रिजल्ट है तो इसका निष्कर्ष सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का एनालिसिस दिए गए इनिशियल स्टेट से शुरू होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट के लॉजिक पार्ट का एनालिसिस फ्लिप फ्लॉप टर्मिनल्स और आउटपुट का लॉजिक रिलेशनशिप का पता लगाने के लिए किया जाता है स्टेट एनालिसिस टेबल में किसी दिए गए स्टेट में फ्लिप फ्लॉप के सभी इनपुट का वर्णन होता है और नेक्स्ट स्टेट प्राप्त किया जाता है और यह टेबल की अगली पंक्ति के लिए वर्तमान स्थिति के इनपुट के रूप में कार्य करता है और अंतिम परिणाम को स्टेट डायग्राम या एक विवरण के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है और टाइमिंग डायग्राम आधारित एनालिसिस स्टेट के परिवर्तन का मूल्यांकन करने के लिए उपयोगी है और यह प्रोपगेशन डिले के प्रभाव को दिखा सकता है जब यह तुलनीय है तो इसकी बहुत आवश्यकता है और उपयोगी है और फ्लिप फ्लॉप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का उपयोग सर्किट के एनालिसिस के लिए भी किया जा सकता है और जिसके लिए कुछ अलजेब्रिक हेरफेर की आवश्यकता होती है